डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टमस की आवश्यकता क्यों है और हमने आपको पाठ्यक्रम के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराया था इसे देखते हुए इस मॉड्यूल डिज़ाइन के दृष्टिकोण को भी रेखांकित करेंगे तो मॉड्यूल की रूपरेखा इस तरह होगी और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप समझ पाएंगे कि इस रूपरेखा के किस विशेष पहलू के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो शुरुआत करने के लिए हम एब्स्ट्रेक्शन के स्तरों के बारे में बात करते हैं किसी भी अन्य प्रणाली की तरह एक डेटाबेस के रूप में सोच सकते हैं इसलिए यदि हम यहां एक प्रशिक्षक का रिकॉर्ड की पहचान संख्या या प्रशिक्षक के हटने का वर्णन करने के लिए हमारे पास प्रशिक्षक का नाम विभाग का नाम वेतन इत्यादि तो तार्किक रूप से यह एक इकाई है यह एक रिकॉर्ड जैसे हैं उनसे वैसे ही निपटने में सक्षम होना चाहिए तीसरे स्तर पर जो कि सर्वोच्च स्तर है को दृश्य स्तर कहा जाता है जहां एप्लिकेशन प्रोग्राम क्या हैं इत्यादि जबकि एक प्रशिक्षक कई अलग अलग पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रदर्शन को देखने में सक्षम हो सकता है विशेष रूप से ऐसे जिनमें वह खुद मूल्यांकन में शामिल है लेकिन वह अन्य प्रशिक्षकों के वेतन की जांच नहीं कर सकता है तो दृश्य स्तर एक उच्च स्तर का एब्स्ट्रेक्शन है जहां आप डेटा के बारे में जानकारी उस अनुप्रयोग या अनुप्रयोग के उपयोगकर्ताओं को क्या चाहिए के हिसाब से प्रदान करने की कोशिश करते हैं लेकिन आप वास्तव में उन सभी रिकॉर्डों के विवरण के साथ काम नहीं करते है जो तार्किक स्तर के हैं तो ये तीन स्तर एक डेटाबेस के अभिलेखों के अलग क्षेत्र इत्यादि से संबंधित है और दृश्य स्तर कुछ ऐसा है जो तार्किक स्तर से निर्मित होता है जहां विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए अलग अलग दृश्यो की आवश्यकता होती है मुझे यकीन है कि इस स्तर पर आप इन स्तरों और उनके निहितार्थों को पूरी तरह से नहीं समझें हो सकते हैं लेकिन यह सब सिर्फ आपको तीन स्तरों के अस्तित्व और तीन स्तरों से निपटने की आवश्यकता का विचार देने के लिए है और जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि हम इन स्तरों को अधिक से अधिक संदर्भित करेंगे और इसके विशिष्ट पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे आगे हम स्कीमा और दृष्टान्त के बारे में बात करते हैं

हम नियमित रूप से स्कीमा मुख्य रूप से डेटा को व्यवस्थित करने की योजना क्या है के बारे में बात करता है इसलिए यदि हम ग्राहक स्कीमा के बारे में बात करते हैं जो ग्राहक का बैंक के पास है तो हमें खाता संख्या खाता प्रकार ब्याज दर न्यूनतम शेष राशि वर्तमान शेष राशि इत्यादि की आवश्यकता है ये सब जानकारी के वह क्षेत्र हैं जिनकी हमें आवश्यकता है और हमें यह जानना होगा कि हर प्रकार के क्षेत्र क्या है और अन्य सभी प्रकार की जानकारी जो स्कीमा फाइलें क्या हैं उन्हें कैसे अनुक्रमित किया जाता है इत्यादि तो ये सभी जानकारी जिसे एक तरह की मेटाडेटा कहा जाता है

अब इस स्कीमा में है और प्रत्येक मूल्य उस प्रकार का होना चाहिए जो किसी विशेष क्षेत्र के साथ निर्दिष्ट है इसलिए मैंने अभी यहां ग्राहक स्कीमा और मोबाइल संख्या ये सभी निश्चित रूप से काल्पनिक डेटा हैं लेकिन यह सिर्फ आपको यह अनुमान लगाने के लिए है कि यह ग्राहक दृष्टान्त कैसा दिखेगा इसी तरह हमने दिखाया है कि एक खाता दृष्टान्त क्या है इसलिए आप देख सकते हैं कि इन दृष्टान्त के बीच एक रिश्ता हैं उदाहरण के लिए पहला खाता आईडी के साथ भरते हैं तो यह वही है जो लगातार बदलता रहता है इसलिए निश्चित रूप से जब हम डेटाबेस अपरिवर्तित बनी रहती है इसलिए स्कीमा प्रस्तुत करते हैं इत्यादि लेकिन निश्चित रूप से हम भौतिक स्कीमा फाइलें के अनुसार कैसे व्यवस्थित कर रहे हैं अब निश्चित रूप से आप चाहते हैं कि तार्किक स्कीमा या जिस तरह से आपके पास फाइलों को आयोजन की आवश्यकता है इत्यादि को एक बदलाव की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि हो सकता है कि आपने 10000 रिकॉर्ड के लिए डेटाबेस या दृश्य स्तर को बदलने की क्षमता तो यह एक महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान रखनी होगी तो आगे डेटा मॉडल है डेटा मॉडल के दृष्टान्त में खाते में शेष राशि का उल्लेख करते हैं अब सवाल यह है कि क्या खाता शेष नकारात्मक हो सकता है उत्तर है हां या नहीं यदि बैंक यह कहता है कि मैं केवल उतना पैसा ही निकाल सकता हूं जिसके पास मैंने जमा किया है तो खाता शेष नकारात्मक नहीं हो सकता है लेकिन यदि बैंक मुझे ओवरड्राफ्ट की सुविधा दे रहा है तो मैं वास्तव में मेरे जमा किए हुए से अधिक पैसा खींचने में सक्षम हो सकता है इसलिए मेरा खाता शेष नकारात्मक हो सकता है कुछ बैंकों में ऐसा भी हो सकता है कि बैंक कहता है कि एक न्यूनतम शेष राशि है तो मान लो न्यूनतम शेष राशि 5000 है जिसका अर्थ है कि मेरा बैंक खाता शेष पाँच हज़ार रुपये से नीचे नहीं जा सकता है बैंक ऐसे लेनदेन की अनुमति नहीं देगा तो ये विभिन्न बाधाओं के उदाहरण हैं जो वास्तविक दुनिया में मौजूद हो सकती हैं और इसलिए डेटा मॉडल है और हम इस पाठ्यक्रम में इसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं हम रिलेशनल मॉडल बनाया जा रहा है इसलिए हम आम तौर पर एक कम औपचारिक मॉडल प्रबंधन उसका उपयोग करेगा अगला एक वस्तु आधारित डेटा मॉडल हैं हालांकि हम इस कोर्स में इस बारे में थोड़ा कम काम करेंगे क्योंकि यह थोड़ी उन्नत धारणा है एक और मॉडल या अर्ध संरचित मॉडल विशेष रूप से आज की विभिन्न प्रणालियों के बीच डेटा का आदान प्रदान करने के लिए उपयोगी हैं मैं अपना एक mySQL की तरह के डेटाबेस है जो अक्सर डेटा आदान प्रदान के संदर्भ में उपयोग किया जाता है फिर कई अन्य मॉडल का एक समग्र सेट है इसलिए यहां मैं रिलेशनल मॉडल विशेषता हैं और पंक्तियाँ रिकॉर्ड हैं यहां विभाग तालिका के साथ प्रशिक्षक तालिका के कुछ और वर्णन देखें तो नीचे दी गई तालिका एक विभाग के विवरण का वर्णन करती है यहां इसका अपना स्कीमा हैं हम निश्चित रूप से ग्राहक और खाते के संदर्भ में पहले से ही समान दृष्टांत को देखते आए हैं जिसकी हमने अभी कुछ समय पहले चर्चा भी की है मुझे इन दो शब्दों DDL और DML से परिचय करवाने दे DDL डेटा परिभाषा भाषा के बारे में बात करता है तो क्या अवधारणा के हिसाब से हम कोशिश कर रहे हैं कि निश्चित रूप से हमारे पास एक स्कीमा को परिभाषित करने का एक तरीका है इसलिए इसे डेटा परिभाषा भाषा कहा जाता है इसलिए आप यह परिभाषित कर सकते हैं कि मैं एक तालिका रखूंगा जिसे प्रशिक्षक कहा जाएगा जिसमें चार अलग अलग फ़ील्ड प्रत्येक में कुछ प्रकार के डेटा है तो यह कहता है कि आईडी क्या है लेकिन लंबाई 20 से अधिक नहीं होगी और इसी तरहएक वेतन 8 अंको तक का संख्यात्मक डेटा होगा और दशमलव के दो भाग होंगे तो अलग अलग विशेषताओं और उनके प्रकारों के संदर्भ में स्कीमा होगा इसमें विभिन्न अखंडता अवरोध होंगे यह कहां जा सकता है कि खाता शेष नकारात्मक नहीं हो सकता है या खाता शेष न्यूनतम शेष से कम नहीं हो सकता है तो ये अलग अलग अखंडता बाधाएं हैं यह कह सकते हैं कि यह प्राथमिक है कुंजी हम और अधिक गहराई से बात करेंगे कि कुंजी क्या है और यह भी प्राधिकरण के रूप में निर्दिष्ट कर सकता है की डेटा के किस हिस्से और किसे इसका उपयोग करने की अनुमति है इत्यादि ये सभी स्कीमा परिभाषा के हिस्से हैं और भाषा का डीडीएल बनाते हैं इसके विपरीत डेटा जोड़ तोड़ भाषा एक ऐसी भाषा है जो डेटा के आयोजन में अभिगम और जोड़ तोड़ के लिए है तो यह अभिगम अद्यतन नए रिकॉर्ड भाषा को जब भी डिज़ाइन किया जाएगा वे मुख्य रूप से दो तरीकों में से एक में डिज़ाइन किया जाएगा भाषाओं के एक समूह को शुद्ध भाषा के रूप में जाना जाता है वे प्रकृति में गणितीय अधिक हैं उनके पास एक औपचारिक आधार है जिससे आप साबित कर सकते हैं कि जो भी आप इन भाषाओं में सही करते हैं वह आपको सही परिणाम देंगे इसलिए वे रिलेशनल मॉडल बीजगणित के बारे में पढ़ेंगे यहां गणितीय प्रमाण हैं जो यह दर्शाते हैं कि आप रिलेशनल करेंगे तो एसक्यूएल डेटाबेस पर चला सकते हैं तो अब हम यह देखेंगे कि इसे कैसे करना है

डेटाबेस से आता है

तो यह है अगर मैं एक विश्वविद्यालय डेटाबेस फाइलें क्या हैं उन्हें कैसे अनुक्रमित होना चाहिए

इसलिए यहां हम एक उदाहरण तालिका दिखा रहे हैं इसलिए इसके कई फ़ील्ड हैं यह आपके द्वारा पहले देखी गई प्रशिक्षक तालिका में से प्रशिक्षकों के रूप का विस्तार दिखाता है इसे विभागों का नाम और भवन जिसमें इसे रखा गया है के साथ विस्तृत किया जाता है इसलिए यदि आप ध्यान से देखते हैं यह निश्चित रूप से व्यावसायिक निर्णय से आता है जिसे आपको जानना होगा एक प्रशिक्षक का विभाग कौन सा है और निश्चित रूप से आपको उस इमारत को जानना होगा जिसमें वह विभाग मौजूद है तो प्रशिक्षक के विभाग और भवन को जानना जहां यह विभाग है महत्वपूर्ण है लेकिन सवाल यह है कि क्या यह एक अच्छा डिजाइन है इस बात पर चर्चा करेंगे कि यह कब और क्यों अच्छा है यह डेटा का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अच्छा डिज़ाइन नहीं भी हो सकता है इसलिए इस मॉड्यूल डिजाइन के संदर्भ में आवश्यक दृष्टिकोण की एक झलक देने की भी कोशिश की है हम इस बारे में हमारे DBMS के परिचय के दूसरे भाग में जो मॉड्यूल 3 में लिया जाएगा विस्तार से बताएंगे